पावर स्लोप मेथड में मेथड 1 जिस पर हमने अभी चर्चा की है वहां डेरिवेटिव्स diTdvT diTdt dvTdt हैं और आमतौर पर डेरिवेटिव प्राप्त करना आसान नहीं है और इसलिए साहित्य के पास कुछ समाधान हैं जहां आप वास्तव में एक सिग्नल के डेरिवेटिव लिए बिना पावर स्लोप मेथड का प्रयोग कर सकते हैं तो हम यही देखने जा रहे हैं आइए सबसे पहले हमारे पास बेसिक सर्किट टोपोलॉजी है जो एक PV मॉड्यूल है जो लोड R0 से DC से DC कनवर्टर के माध्यम से जुड़ा हुआ है जहां कंट्रोल इनपुट के रूप में ड्यूटी साइकिल है अब यहां एक बफर कैपेसिटर है हम बफर कैपेसिटर को थोड़ा सा इस तरफ रखेंगे बफर कैपेसिटर के दाईं ओर कुछ जगह छोड़ दें क्योंकि मैं यहां कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं अब यहां मैं दो कंपोनेंट्स को प्रस्तुत करूंगा एक है ओके आइए हम इस vT और vT को चिन्हित करते हैं अब मैं यहां एक कॉम्पोनेंट रखता हूं एक रजिस्टेंस और यह रेजिस्टेंस इस पावर स्विच बीजेटी या मॉसफेट या एक आईजीबीटी के माध्यम से ग्राउंड से जुड़ा हुआ है अब आप इस पावर सेमीकंडक्टर स्विच के बेस या गेट को क्या सिग्नल देते हैं तो यह कुछ इस तरह का पल्सड वेवफॉर्म होगा यह आवश्यक नहीं है कि यह पल्स होना चाहिए लेकिन यह एक लीनियरली वेरीयंग वेव शेप एक त्रिकोणीय वेव शेपया ऐसी कोई भी चीज हो सकती है ऐसे मामलों में लीनियर रीजन से जाना होगा लेकिन एक पल्सड वेवफॉर्म देना आसान है इसलिए हम इस संकल्पना पर इस प्रकार की वेव शेप के साथ एक नज़र डालेंगे बीजेटी को यहाँ दी गई है तो BJT वास्तव में एक स्विच की तरह काम कर रहा है अब हम देखते हैं कि यह कैसे ऑपरेट होता है आइए हम इस रसिस्टर को एक नाम दें और हम उसे R1 बोले और याद रखें कि R0 एक बहुत बड़ी वैल्यू है यह इनपुट इंपीडेंस से बहुत बड़ी है जो DC DC कनवर्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इस R0 से भी बहुत बड़ी है तो वास्तव में यह बफर कैपेसिटेंस पर एक अतिरिक्त लोड की तरह काम कर रहा है बफर कैपेसिटेंस DC DC कनवर्टर एवं R0 का समर्थन लोड के रूप में कर रहा है उस पर अब हमने अतिरिक्त लोड जोड़ दिया है लेकिन यह बहुत छोटा अतिरिक्त भार है जब कभी भी BJT चालू होता है R1 टर्मिनलों के एक्रॉसआ जाता है अब करैक्टेरिस्टिक पैनल की IV करैक्टेरिस्टिक पर क्या प्रभाव है तो आपके पास vT और iT है अब मैं IV कर्व ड्रॉ करता हूं अब हम कहते हैं कि यह उपस्थित नहीं है जब ट्रांजिस्टर बंद है तो R1 प्रभावी नहीं है तो R0 को जब आप d के एक फ़ंक्शन के रूप में इसे इनपुट की तरफ ले जाते हैं तो आप RT देखेंगे तो हम कहते हैं कि RT कुछ 1RT जैसा है अब जब यह स्विच ऑन होता है जब यह अधिक होता है इसलिए उस समय के दौरान स्विचड आन R1 पीवी पैनल के टर्मिनलों के एक्रॉसआता है तो आप देखेंगे कि यह इस तरह से एक लाइन लेगा एक लोड लाइन इस तरह से एक लोड लाइन लेगा यह RT समानांतर R1 होगा अब RT समानांतर R1 एक लोड के अनुरूप होगा जो कि RT से कम है और इसलिए R1 की वैल्यू के आधार पर यह लोड लाइन शॉर्ट सर्किट की ओर बढ़ती है अब इस ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए मुझे वर्टिकल को इस तरह सीधा नीचे की तरफ ड्रॉ करना है और इस ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए भी मैं इस तरह से एक वर्टिकल लाइन को सीधे नीचे ड्रॉ करूंगा अब मैं ऑन ऑफ अवधि पर ध्यान दूंगा जब यह हाई है तब BJT ऑन है R1 जुड़ जाता है तो उस समय के दौरान जब यह हाई है R1 जुड़ जाता है तब यह लोड लाइन है और उसके अनुरूप vT टर्मिनल वोल्टेज यह है और उस समय के दौरान यह बंद है R1 उपस्थित नहीं है और केवल RT जो कि पीवी पैनल और इस लोड लाइन को प्रस्तुत किया गया है यह ऑपरेटिंग प्वाइंट है और कोरेस्पॉन्डिंग vT यह लाइन है तो अगर आप vT को दो लाइनों के बीच झूलते हुए देखें जैसा कि दिखाया गया है इसलिए अगर मैं इस ग्रीन पीरियड के दौरान कहूं की यहां ग्रीन पीरियड के दौरान स्विच ऑन है जिसका मतलब है कि यह vT के इन वैल्यूज के अनुरूप है और उस अवधि के दौरान जब यह लो है स्विच बंद होता है तो यह इन भागो के अनुरूप है तो vT कुछ इस तरह का होगा और इसी तरह करंट में भी बदलाव होगा तो आइए हम vT वर्सेस टाइम कर्व को देखते हैं तो vT वर्सेस टाइम कर्व कुछ इस तरह दिखाई देगा कि यहां एक रिपल होगा और vT में एक रिपल होगा और iT में भी एक रिपल होगा और फिर पावर P में भी एक रिपल होगा जोकि v गुणे iT vT गुणे iT के बराबर है और हम इस रिपल का उपयोग वास्तव में एक अंतर देने के लिए या उस पॉइंट को खोजने में करेंगे जहां अधिकतम पावर होती है और इस तरह हम अधिकतम पावर पॉइंट खोजने के लिए इस रिपल का उपयोग करने का प्रयास करेंगे अब हम देखते हैं कि हम अधिकतम पावर पॉइंट की पहचान के लिए इस रिपल का उपयोग एक खास फीचर के रूप में करते हुए कैसे करेंगे अब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक iT बनाम vT और पावर बनाम vT पर विचार करें तो यह पावर बनाम vT है और मुझे एक विशेष ऑपरेटिंग प्वाइंट को रिप्रेजेंट करने वाली यहाँ एक वर्टिकल लाइन पर विचार करने दें और मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने दें यहां यह पॉइंट दिए गए इंस्टेंट पर एक ऑपरेटिंग पॉइंट को और यहां IV कर्व के अनुरूप विलुप्त होने को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ अब मैं क्या करने जा रहा हूं वह वोल्टेज पर एक सुपरइम्पोज़ है अब यह वोल्टेज का जीरो है और अगर आप इस वोल्टेज पर गौर करें जो एक DC माना जाता है मैं रिपल सुपर इंपोज करूंगा आप एक रिपल सुपर इंपोज कैसे करते हैं जैसे हमने पहले चर्चा की थी मैं एक रेजिस्टिव स्विचर का उपयोग करने जा रहा हूं और इस रिपल को पेश करता हूं अब मैं रिपल के पीक एंप्लीट्यूड को पावर कर्व पर प्रक्षेपित करने के लिए लेता हूं और फिर इसे हॉरिजॉन्टल पर बढ़ाता हूं तो जब कभी वोल्टेज रिपल बढ़ती है तो पावर रिपल भी उसी के अनुरूप बढ़ती है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस स्लोप पर जहां स्लोप पीक के बाईं ओर पॉजिटिव है यह पीक पावर पॉइंट है पीक पावर पॉइंट के बाईं ओर जहां स्लोप पॉजिटिव है जब भी वोल्टेज रिपल में वृद्धि होती है वहाँ पावर रिपल में भी वृद्धि होगी तो वोल्टेज रिपल और पावर रिपल फेस में होगी अब पीक पावर पॉइंट के दाईं ओर स्लोप नेगेटिव है तो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होने वाली एक प्रतिनिधि ऑपरेटिंग पॉइंट लाइन है और पहले की तरह मैं एक वोल्टेज पर रिपल को पेश करता हूं और अगर मैं रिपल एंप्लीट्यूड को बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे कि पहले से ही एक इंवर्जन है इसलिए जब भी वोल्टेज बढ़ रहा है तो पावर कम हो रही है और वोल्टेज कम हो रही है तो पावर बढ़ती है तो आप यहाँ देखेंगे कि इस नेगेटिव स्लोप की वजह से एक वोल्टेज का इंवर्जन है और पावर रिपल आउट ऑफ फेज हैं इसलिए हम इस जानकारी का उपयोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग पॉइंट के एक तरफ पावर रिपल और वोल्टेज रिपल फेज में हैं ऑपरेटिंग पॉइंट के दूसरी तरफ वोल्टेज और पावर रिपल आउटऑफ फेज हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हम स्लोप को माप रहे हैं इसलिए यह एक पावर स्लोप परिणाम निकालना भी है लेकिन यहाँ हम ddt का उपयोग कर रहे हैं कोई डिफरेंटशिएशन क्रिया चित्र में नहीं आ रही है हमें पावर वेरिएबल की जरूरत है हमें वोल्टेज वैरिएबल की जरूरत है पावर वेरिएबल गुणन द्वारा प्राप्त किया जाता है अब हम ब्लॉक योजनाबद्ध तरीके में देखते हैं कि इस सिस्टम को कैसे बनाया जाए तो मैं एक मल्टीप्लायर ब्लॉक लेता हूं मल्टीप्लायरों का इनपुट iT और vTहै इसलिए आप पैनल करंट और पैनल टर्मिनल वोल्टेज को माप रहे हैं और इसका आउटपुट पावर होगा और आप पावर और वोल्टेज ले रहे हैं ये दो मात्राएँ हैं जिन्हें हम प्रोसेस करना चाहते हैं इसलिए पहले मुझे डीसी को हटाकर इसे प्रोसेस करने दें तो आप इसे एक डीसी ब्लॉक सर्किट से पास करते हैं इसलिए जब आप DC को हटाते हैं तो आप देखेंगे कि DC ब्लॉक सर्किट से पहले वोल्टेज और पावर सिग्नल की वैल्यू कुछ इस तरह होंगे इसलिए वहां एक डीसी होगा जिस पर एक रिपल जुड़ा होगा पॉवर सिग्नल भी कुछ इसी तरह के होंगे सिवाय इसके रिपल या तो फेज में या आउट ऑफ फेज होंगे जो इस बात पर निर्भर करता है कि पीक पावर पॉइंट के किस तरफ करंट ऑपरेटिंग पॉइंट है तो DC ब्लॉक से गुजरने के बाद वेवफॉर्म कैसा दिखेगा इसलिए DC को हटा दिया जाता है तो यह नीचे आ जाएगा इसलिए आप देखेंगे कि औसत वैल्यू 0 है आपके पास केवल रिपल करंट होगा अब जिसे हम प्रोसेस करना चाहते हैं क्या वह रिपल करंट है यहां तक कि पावर साइड पर DC ब्लॉक को हटाने के बाद यदि आप DC को पावर वेव फॉर्म से हटाते हैं तो फेज परिवर्तन को छोड़कर यहां से ऐसी ही एक वेव आपके पास होगी तब DC ब्लॉक के बाद हम इसे जीरो क्रॉस डिटेक्टर के माध्यम से पास करेंगे ZCD जीरो क्रॉस डिटेक्टर है जीरो क्रॉस डिटेक्टर से पास करने का हमारा यही कारण है जिसे मैंने बढ़िया रैक्टेंगुलर वेवफॉर्म के रूप में दिखाया है इसकी आवश्यकता नहीं है यह ट्रायंगुलर हो सकता है या इसमें स्मूदर वृद्धि और गिरावट हो सकती है और इसलिए आपको इसे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के माध्यम से पास करने की आवश्यकता है जिससे आपको अच्छी तरह से परिभाषित शार्ट वेवफॉर्म्स मिलेंगे तो आइए हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बाद देखते हैं आप देखेंगे कि मेरे पास इस तरह अच्छी तरह से परिभाषित शार्ट वेवफॉर्म्स होंगे खासतौर से से यह वेवफॉर्म -VCC से VCC तक जा रहा है जो कि VCC होगा यह -VCC होगा इसलिए आगे हम पावर सिग्नल से प्राप्त सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल से प्राप्त सिग्नल को जोड़ेंगे हम उन्हें जोड़ देंगे आप क्या उम्मीद करते हैं तो आप देखते हैं कि यदि ऑपरेटिंग पॉइंट पीक पावर पॉइंट के बाईं ओर है तो पावर रिपल और वोल्टेज रिपल फेज में हैं तो यह और यह फेज में होगा इसलिए इसे जोड़ा जाएगा और ऐसा इसलिए यदि यह पहले से ही सैचुरेटेड है तो यह उसी तरह होगा यदि मान लें कि ऑपरेटिंग पॉइंट गिरते हुए स्लोप पर था जो कि पीक पॉवर पॉइंट के दाईं ओर एक नेगेटिव स्लोप वाला क्षेत्र है तो आप देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर ये शून्य हो जाएंगे इसलिए जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है तो पावर सिग्नल वैल्यू के बराबर पावर नेगेटिव होगी जब यहां वोल्टेज नेगेटिव होगा तो पावर सिग्नल वैल्यू पॉजिटिव होगी इसलिए जब आप इसे जोड़ते हैं तो परिणाम जीरो वैल्यू होगा इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो क्षेत्र हैं एक है अगर ऑपरेटिंग पॉइंट पावर कर्व पीक पावर पॉइंट के बाईं ओर है और यदि ऑपरेटिंग पॉइंट पीक पावर पॉइंट के दाईं ओर है तो यदि ऑपरेटिंग पॉइंट पॉजिटिव स्लोप पर पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट में बाईं ओर कहीं भी था आप देखेंगे कि ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि वे फेज में हैं और आपके पास अभी भी इस प्रकार की वेव शेप है अब यदि मान लें कि ऑपरेटिंग पॉइंट पीक पावर पॉइंट के दाईं ओर था तो वोल्टेज और पावर के फेजस विपरीत होते हैं वे घट जाएंगे और आपके पास जीरो होगा अब अगला हम जो करते हैं वह इस वेव शेप को एक एब्सलूट वैल्यू सर्किट के माध्यम से पास करते हैं ताकि यह सभी नेगेटिव भाग ऊपर आए इसका मतलब रेक्टिफाई हो जाए तो आइए हम बाईं ओर के ऑपरेटिंग पॉइंट और दाईं ओर के ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए फिर से एब्सलूट वैल्यू सर्किट का आउटपुट ड्रॉ करते हैं तो बाईं ओर जब यहरेक्टिफाई हो जाता है तो आप देखते हैं कि यह एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वास्तव में आप देखेंगे कि इस भाग को रेक्टिफाइड एब्सलूट वैल्यू प्राप्त होती है जहां यह क्षेत्र है वहां एब्सलूट वैल्यू प्राप्त होती है दाईं ओर का हिस्सा यह शून्य रहेगा अबयह वैल्यू से अब मैं एक थ्रेशहोल्ड V थ्रेशहोल्ड सेट कर सकता हूं और फिर इसे इस तरह एक कंपैरेटर के माध्यम से पास कर सकता हूं तो मैं V थ्रेशहोल्ड सेट करूँगा कंपैरेटर और आउटपुट जोकि या तो VCC या 0 है अब यह वेवफॉर्म यहाँ दी गई है अब आप देखते हैं कि जब कभी यह अधिक होता है जब भी यह अधिक होता है तो आउटपुट 0 होता है इस अवधि के दौरान जब कभी यह कम होता है आउटपुट हाई होता है इसलिए यदि आप उस भाग को ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं फिर से बाएं और दाएं ऑपरेटिंग पॉइंट को चिह्नित करूंगा और दाएं ऑपरेटिंग पॉइंट पर आप देखेंगे कि यह जब भी हाई होता है तो एक इंवर्जन होता है बाईं ओर के दौरान यह हाई होता है तो आउटपुट कम होगा और उस समय के दौरान जब यह कम था और यह ऑपरेटिंग पॉइंट के दाईं ओर था यह हाई हो जाता है अब मैं इसे एक गेन ब्लॉक के माध्यम से पास कर दूंगा ताकि यह 0 से VCC के बजाय 0 से 1 हो जाए या इसे 0 से 1 कर दे और फिर इसे फ़िल्टर के माध्यम से पास करें और फ़िल्टर का आउटपुट वही है जो मैं ड्यूटी साइकिल इनपुट को दूंगा DC DC कनवर्टर के कंट्रोल इनपुट के लिए सबको ध्यान देना चाहिए कि फ़िल्टर आउटपुट वास्तव में एक पीडब्ल्यूएम ब्लॉक से होकर गुजरा है और फिर DC DC कनवर्टर के ड्यूटी साइकिल इनपुट को दिया गया है जो PV पैनल के साथ इंटर फ़ेस है यहां मैं सीधे फ़िल्टर आउटपुट पर दिखाऊंगा क्योंकि फ़िल्टर आउटपुट सीधे ड्यूटी साइकिल के लिए आनुपातिक है लेकिन वास्तव में DC DC कनवर्टर के ड्यूटी साइकिल इनपुट को देने से पहले एक PWM ब्लॉक के बीच में होगा अब फ़िल्टर्ड वेव फॉर्म क्या होगा अब मैं इसे सुपरइमपोज करता हूं तो फ़िल्टर वेवफॉर्म यहाँ नीचे गिर जाएगा जब यह 0 होगा और फिर इस तरह टाइम कांस्टेंट के साथ धीरे धीरे ऊपर उठता है अब यह वास्तव में ड्यूटी साइकिल का प्रतिनिधित्व कर रहा है अब एक कनवर्टर पर विचार करें जो बक बूस्ट कनवर्टर है बक बूस्ट कनवर्टर में हमने देखा कि बक बूस्टर कनवर्टर की सीमा पहले चतुर्थांश में पूरे IV कर्व पर है तो RT R0d2 और यहाँ जब d वर्टिकल एक्सिस के अनुरूप लोड लाइन शॉर्ट सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट d1 X एक्सिस vT एक्सिस के अनुरूप लोड लाइन ओपन सर्किट पॉइंट d 0 तो इसी बीच में d के अलग अलग वैल्यूज के लिए अनेकों लोड लाइनें हैं अब इस पर विचार करें जब ऑपरेटिंग पॉइंट बाईं ओर था तो इसका मतलब है कि यहीं कहीं पीक पावर पॉइंट के बाईं ओर कहीं ऑपरेटिंग पॉइंट है इसलिए जब यह वहां होता है तो आप देखते हैं कि ड्यूटी साइकिल घट रहा है यह लाल रेखा ड्यूटी साइकिल घट रहा है जब ड्यूटी साइकिल घट रहा है तो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह दाईं ओर बढ़ रहा है यह दाईं ओर जा रहा है तो हम कहते हैं कि यह पीक पावर पॉइंट है और ऑपरेटिंग पॉइंट दाईं ओर जा रहा है तो यह पीक पावर पॉइंट को पार कर गया है और फिर इस नेगेटिव स्लोप क्षेत्र में चला गया है

मूवमेंट जो नेगेटिव स्लोप क्षेत्र में चला गया है गेन आउटपुट हाई 1है और फ़िल्टर आउटपुट अब उस वैल्यू 1 की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है या ड्यूटी साइकिल बढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसका अर्थ है कि यह फिर से वापस जा रहा है ऑपरेटिंग पॉइंट अब बाएं घूम रहा है तो आप ऑपरेटिंग पॉइंट को इस प्रकार बढ़ते हुए और पीक पावर पॉइंट को पार करते हुए देखेंगे इसलिए यदि हम इस विंडो को नियंत्रित करते हैं तो इस विंडो को आप यहां हिस्टैरिसीस का उचित वैल्यू डालकर नियंत्रित कर सकते हैं तो आप एक बड़ी विंडो या एक छोटी विंडो बना सकते हैं ताकि यह दाएँ बाएँ दाएँ बाएँ पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट या अधिकतम पावर ऑपरेटिंग पॉइंट के आसपास चलती रहे और इसी तरह अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग प्राप्त करता रहे